आपका स्वागत है चर्चा का अगला विषय प्रेशर मेजरमेंट है इसलिए जैसा कि मैंने आपको 3 मापदंडों के निर्माण में पहले बताया था एक तापमान है जिसे हम पहले ही अपनी चर्चा में शामिल कर चुके हैं अब हम प्रेशर को समझने का प्रयास करते हैं तो प्रेशर एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है प्रेशर इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बदलने पर आपके निर्माण प्रक्रिया का प्रदर्शन बदल सकता है उदाहरण के लिए आज हम बहुत सारी अनोखी सामग्रियों को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं इन अनोखी सामग्रियों में ऐसे गुण हैं जो मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल हैं इसलिए यदि आप घटक को मशीनिंग करने की कोशिश करना चाहते हैं या यदि आप घटक को मापने के दौरान मशीनिंग की कोशिश करना चाहते हैं जो घटक प्रतिक्रिया करता है तो इसलिए प्रेशर की अवधारणा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है तो इस व्याख्यान में हम प्रेशर मेजरमेंट मैनोमीटर के प्रकार ट्रांसड्यूसर के प्रकार गेज के प्रकार वेक्यूम का मापन करना चाहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है फ्लूइड फ्लो मेजरमेंट फिर पाइप और ओरिफाईस में प्रवाह रॉटमीटर और टरबाइन मीटर में प्रवाह और अंत में एक वेलोसिटी मेजरमेंट पर चर्चा करने वाले हैं प्रेशर मेजरमेंट प्रेशर एक मीडिया द्वारा आमतौर पर एक तरल पदार्थ के द्वारा एक इकाई क्षेत्र पर डाला गया बल है मापने वाले उपकरण आमतौर पर एक अंतर प्रेशर का विरोध करते हैं उदाहरण के लिए गेज प्रेशर हम बाद में देखेंगे कि गेज प्रेशर क्या है प्रेशर को एक इकाई क्षेत्र पर लागू बल के रूप में भी परिभाषित किया जाता है प्रेशर तरल गैस या ठोस द्वारा डाला जा सकता है तो यह प्रेशर की परिभाषा है प्रेशर कुछ भी नहीं है लेकिन प्रति यूनिट क्षेत्र पर दिया बल गया है निम्न कारणों से प्रेशर मेजरमेंट महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है 1 यह एक मात्रा है जो प्रणाली का वर्णन करती है 2 यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया पैरामीटर है 3 कई बार द्रव के प्रवाह दर को मापने के साधन के रूप में प्रेशर अंतर का उपयोग किया जाता है निम्नलिखित चार बुनियादी कौशल प्रेशर मेजरमेंट में कार्यरत हैं एक गेज प्रेशर टोटल प्रेशर डिफरेंशियल प्रेशर और एब्सलूट प्रेशर है गेज प्रेशर स्थानीय वायुमंडलीय प्रेशर के ऊपर मापा जाता है जो गेज प्रेशर है उदाहरण के लिए आप एक गेज मे प्रेशर को मापने की कोशिश करते हैं तो यह स्थानीय वायुमंडलीय प्रेशर से ऊपर है

तो हम h को ज्ञात करने का प्रयास कर सकते हैं अब इस h को समीकरण 1 में रख सकते हैं जो हमें मिलता है उसे h को प्रतिस्थापित करना है

तो अब आप यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि d क्या है यदि आप पिछले आंकड़े पर वापस जाते हैं तो d कुछ भी नहीं है लेकिन 0 से ऊपर की ऊँचाई जहां पारा एक सिलेंडर या लिम्ब 2 में खड़ा है चलिए d पता करें एक दूसरे प्रकार के मैनोमीटर में एक संकीर्ण ट्यूब को सीधे एक विस्तृत ट्यूब में डाला जाता है इसलिए हम इसमें d को पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए हम एक और औद्योगिक यू ट्यूब मैनोमीटर की चर्चा करेंगे जिसे सिस्टर्न मैनोमीटर कहा जाता है तो लगभग एक ही काम यहाँ किया जा सकता है इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं हम एक सिलेंडर लेते हैं जिसे तरल से भरा जाता है और फिर हम प्रेशर को लागू करते है फिर हम लगभग बहुत छोटे क्रॉस सेक्शन क्षेत्र के साथ एक ट्यूब डालते हैं और यह P2 A2 P1 A1 0 d स्तर है यह h है और आप इसे पता लगाने की कोशिश करते हैं तो इस प्रकार के मैनोमीटर में एक संकीर्ण ट्यूब को सीधे व्यापक अंग में डाला जाता है यह एक सिस्टर्न मैनोमीटर है इसलिए यह एक औद्योगिक प्रकार का मैनोमीटर है जिसका उपयोग प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है इसके अलावा हमारे पास एक अन्य प्रकार का मैनोमीटर भी है जिसे इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर कहा जाता है इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर में दो अंग होते हैं अंगों में से एक संकीर्ण ग्लास ट्यूब है जो क्षैतिज कोण θ पर झुका हुआ है अन्य अंग एक सिस्टर्न है जो एक व्यापक क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का है अब हमारे पास यह θ जोड़ा गया है हमारे पास निम्नलिखित समीकरण दिया गया है इसके साथ इसलिए अगर संकीर्ण और व्यापक ट्यूब का अनुपात जोकि है बहुत कम होता है तो हम इसे छोड़ सकते हैं इस आधार पर तो यह एक इंक्लाइंड प्रकार का ट्यूब मैनोमीटर है तो यहाँ आपके पास एक 0 पंक्ति है इसे शून्य स्तर कहा जाता है यह है h d यह एक पैमाना है और यह इंक्लिनेशन है और यह कोण θ है मान लीजिए कि आप यह जानना चाहते हैं कि d क्या है इस आधार पर तो अगला एक रिंग बैलेंस है एक रिंग बैलेंस यांत्रिक विस्थापन प्रकार का प्रेशर मापने वाले उपकरण है रिंग बैलेंस डिफरेंशियल मैनोमीटर जिसे रिंग बैलेंस के रूप में भी जाना जाता है यू ट्यूब मैनोमीटर से भिन्न है यह एक कुंडलाकार अंगूठी रूप में बना है जो एक विभाजन द्वारा दो भागों में विभाजित है कुंडलाकार अंगूठी का निचला भाग भी सीलिंग द्रव से भरा होता है अंगूठी एक चाकू के किनारे पर संतुलित है और यह केंद्र है ताकि इसे घुमाने के लिए स्वतंत्रता हो प्रेशर के अंतर की भरपाई करने के लिए एक द्रव्यमान अंगूठी के निचले हिस्से से जुड़ा होता है P1 और P2 क्रमशः उच्च और निम्न प्रेशर का प्रतिनिधित्व करते हैं इस समीकरण द्वारा दिया गया टर्निंग मोमेंट Tm गलत तो यहां P1 P2 प्रेशर का अंतर है A कुंडलाकार अंगूठी के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल है और R कुंडलाकार अंगूठी का औसत त्रिज्या है यहाँ हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह टर्निंग मोमेंट Tm के बराबर है चूंकि टर्निंग मोमेंट रीस्टोरिंग मोमेंट द्वारा संतुलित होता है तो अब हम जिस अगले मैनोमीटर के प्रकार की चर्चा करने जा रहे हैं वह इनवर्टेड बेल प्रकार का मैनोमीटर हैI मैं इसका यहां चित्र बना रहा हूं जिससे आपको इसे समझने में सहायता प्राप्त होगीI यह P2 है और यह उच्च प्रेशर P1 हैI यह सीलिंग में प्रयोग किए जाने वाला द्रव्य है यह प्वाइंटर स्केल हैI यहां जो आप देख रहे हैं वह इनवर्टेड बेल कहलाता हैI तो यह इनवर्टेड बेल प्रकार का मैनोमीटर कुछ इस तरह से दिखाई देता हैI इनवर्टेड मैनोमीटर एक प्रेशर को मापने का उपकरण है जोकि मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट प्रकार में आता हैI इसका नाम इनवर्टेड बेल इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें एक बेल उल्टा करके सीलिंग द्रव्य के अंदर स्थापित किया होता हैI बेल के आंतरिक और बाहरी सतह पर उत्पन्न हुए प्रेशर अंतर के कारण बने डिफरेंशियल प्रेशर की वजह से इनवर्टेड बेल लंबवत दिशा में हिलती दिखाई देती हैI इस तरह का मैनोमीटर बेल के संदर्भ पक्ष के प्रेशर के आधार पर पूर्ण सकारात्मक नकारात्मक और अंतर दबाव को मापने में सक्षम है यह बहुत महत्वपूर्ण है यह कई चीजों को माप सकता है यह बेल के संदर्भ पक्ष पर प्रेशर के आधार पर पूर्ण सकारात्मक नकारात्मक और अंतर दबाव को मापने में सक्षम है बेल के लंबवत गति को एक सूचक पढ़ने में अनुवाद किया जा सकता है तो बेल Fb के ऊपर की ओर गति Fb के विरोधी स्प्रिंग के खिलाफ संतुलित है इसलिए यह Fs है और यह Fb है तो एक संतुलन है जो ऐसा हो रहा है बेल Fb के ऊपर की ओर गति और स्प्रिंग Fs के विरोधी बल के खिलाफ संतुलित है जब यहां पर संतुलन स्थापित होगा उस स्थिति में स्प्रिंग का बल ऊपर की दिशा में होती गति के बराबर होगा यहां पर k स्प्रिंग कांस्टेंट है डेल्टा y बेल की डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है तथा A बेल का क्षेत्रफल हैI यह एक अन्य प्रकार का मैनोमीटर है जिसका उपयोग प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पूर्ण सकारात्मक नकारात्मक और डिफरेंशियल प्रेशर को मापने में सक्षम है अगला प्रकार एक ट्रांसड्यूसर होने वाला है इसलिए मूल रूप से हमने पहले ही ट्रांसड्यूसर का विस्तार से अध्ययन किया है तो अब है इलास्टिक ट्रांसड्यूसर आपके पास एक डायाफ्राम है यह एकल डायाफ्राम स्टैक हो सकता है बिलोज प्रेशर के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण इलास्टिक ट्रांसड्यूसर हैं तो क्या होता है आपके पास एक डायाफ्राम होता है या आपके पास कई डायाफ्राम होते हैं या आपके पास एक बिलोज होती है इसलिए जब प्रेशर लगाया जाता है तो यह डिप्लैट करने की कोशिश करता है तो प्रेशर माप के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण इलास्टिक ट्रांसड्यूसर एकल हैं और सबसे सरल है जो हमने यहां दिखाया है एक पतली सपाट गोलाकार प्लेट जो दोनों सिरों पर तय की जाती है यह अंत निश्चित है इसलिए वे ऐसा करते हैं प्रेशर के आवेदन पर दोनों सिरों पर तय किया जाता है जब तक कि यह दिखाया गया है फ्लैट डायाफ्राम द्वारा प्राप्त विक्षेपण रैखिकता की कमी या तनाव आवश्यकताओं द्वारा सीमित है हालांकि व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए कुछ संशोधनों की आवश्यकता होती है तो यह सरलता और समझ के लिए है जिसे हमने एक रखा है सपाट डायाफ्राम द्वारा प्राप्त विक्षेपण रैखिकता की कमी से सीमित है रैखिकता की बाधाएं प्रेशर हैं क्योंकि यह विस्थापन हो सकता है यह प्रेशर हो सकता है और हम केवल रैखिकता के बारे में चिंतित हैं तो इलास्टिक ट्रांसड्यूसर कभी कभी एक मैकेनिकल लिंकेज सिस्टम या एक इलेक्ट्रिक लिंकेज सिस्टम होते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रेशर स्प्रिंग्स को मैकेनिकल लिंकेज सिस्टम लगाया जाता है या केंद्र में एक विद्युत माध्यमिक ट्रांसड्यूसर को डायाफ्राम से जोड़ा जाना चाहिए तो यह एक माध्यमिक ट्रांसड्यूसर है जो केंद्र से जुड़ा हुआ है तो यह एक धातु डिस्क या कठोर सामग्री को सक्षम करता है जो केंद्र में दोनों तरफ एक डायाफ्राम के साथ प्रदान किया जाता है तो यह वह कठोरता होगी जो दी गई है तो यहाँ ट्रांसड्यूसर का केंद्र भाग है यह एक कठोर केंद्रबिंदु है केंद्रपीठ से जो आपने द्वितीयक ट्रांसड्यूसर से जोड़ा है यहां या तो आप नल की अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं या आप डिस्प्लेसमेंट की अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं तो यह दोनों पक्षों को बनाए रखने की कोशिश करता है इसलिए इसे सक्षम करने के लिए केंद्र में दोनों तरफ डायाफ्राम के साथ एक धातु डिस्क या अन्य कठोर सामग्री प्रदान की जाती है यह डायाफ्राम नायलॉन प्लास्टिक चमड़ा रेशम या रबरयुक्त कपड़े जैसी कई सामग्रियों से बना हो सकता है इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर जो प्रेशर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है को स्लैक डायाफ्राम के रूप में जाना जाता है इसलिए हमने यहां P1और P2 प्रेशर अंतर को लागू किया तो यहां एक कपड़ा है जो वहां है यह दोनों सिरों पर जुड़ा हुआ है और फिर आपके पास एक केंद्रबिंदु है जो एक कठोर टुकड़ा है जिसके साथ आप प्रेशर को मापने की कोशिश करते हैं प्रेशर कैप्सूल या धातु कैप्सूल का गठन दो या अधिक डायाफ्राम ठीक से जोड़कर किया जा सकता है नालीदार डायाफ्राम का उपयोग रैखिक डिफ्लेक्शन को बढ़ाता है और स्ट्रेस को कम करता है हम अब रैखिकता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह एक प्रेशर कैप्सूल है यह धातु से बना बेल्लो है इसलिए आप यहां एक कठोर केंद्रबिंदु देख सकते हैं जो हमने पिछले चित्र में देखा था जो हमारे पास है और यहाँ एक नालीदार डायाफ्राम है ताकि यह अधिक कठोरता से जोड़ जा सके तो नालीदार डायाफ्राम का उपयोग रैखिक डिफलेक्शन को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है धातु कैप्सूल में डिफलेक्शन और प्रेशर के बीच संबंध रैखिक बना रहता है जब तक कि गति अत्यधिक नहीं होता है तो यह प्रेशर कैप्सूल है या इसे धातु कहा जाता है धातु कैप्सूल में हम धातु से बनी बेलो में दबाव संवेदन के रूप में नियोजित की जा सकती है तो यहां नालीदार डायाफ्राम हैं आप देख सकते हैं कि इसे यहां केंद्रबिंदु में रखा गया है और फिर यह एक ∆yo डिस्प्लेसमेंट है और प्रेशर में अंतर P1 P2 है तो धातु बेलो को प्रेशर संवेदी तत्वों के रूप में नियोजित किया जा सकता है एक पतली वाल्व ट्यूब को हाइड्रोलिक प्रेस का उपयोग करके एक नालीदार डायाफ्राम में बदल दिया जाता है और इसे दोनों तरफ ढेर किया जाता है आप इसे ढूंढ सकते हैं और माप सकते हैं तो ये कुछ भी नहीं बल्कि इलास्टिक ट्रांसड्यूसर हैं जो प्रेशर के अंतर को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं तो आप मूल रूप से प्रेशर के अंतर के लिए धातु से बने बेलो को प्रेशर को मापने के लिए संशोधित कर सकते हैं इसलिए हम विभिन्न तरीकों को देखने की कोशिश कर रहे हैं जहां आप गेज या ट्रांसड्यूसर का निर्माण कर सकते हैं ताकि आप छोटे से छोटे प्रेशर में अंतर को माप सकें इसलिए जब हम धातु से बने बेलो को संशोधित करते हैं जो प्रेशर के अंतर को को मापने के लिए यहां होता है तो इसे औद्योगिक बेलो गेज भी कहा जाता है डबल बेलो का एक सिरा एक पॉइंटर या एक रिकॉर्डर पेन से जुड़ा होता है तो फिर आपके पास डायाफ्राम होगा यह एक केंद्र भाग है और यहां नालीदार डायाफ्राम हैं जो दोनों तरफ हैं यह बदले में एक स्प्रिंग से जुड़ा होता है जिसकी कठोरता को समायोजित किया जा सकता है जिससे कि आप प्रतिक्रिया प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं तो डिफरेंशियल प्रेशर मापक को औद्योगिक बेलो गेज कहा जाता है डबल बेलो का एक सिरा पॉइंटर या पेन से जुड़ा होता है प्रेशर माप के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला गेज एक बोरडॉन ट्यूब है तो यह उदाहरण हमने पहले भी देखा था यह एक इनलेट प्रेशर है यहां एक बोरडॉन ट्यूब है इसलिए यह एक मुक्त छोर से जुड़ा होगा यह एक लिंक से जुड़ा हुआ है यह लिंक गियर से जुड़ा हुआ है यह गियर एक पॉइंटर से जुड़ा हुआ है यह ट्यूब एक सी आकार की खोखली धातु की नली से बना होता है जिसमें एक अण्डाकार क्रॉस सेक्शन होता है लगाया गई प्रेशर के कारण ट्यूब सीधा हो जाता है और एक आवश्यक क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का अधिग्रहण करता है इसलिए इसके साथ आप प्रेशर में अंतर को मापने का भी प्रयास कर सकते हैं इसलिए अब तक जो हमने देखा वह मैनोमीटर था और फिर हमने इसके अलग अलग प्रकार को भी देखा था जो सभी औद्योगिक प्रकार हैं तो औद्योगिक प्रकार के दो अंग होते हैं एक ट्यूब के साथ एक बड़ा अंग फिर हमने इनवर्टेड बेलो मैनोमीटर देखा फिर उसके बाद हमने एक एकल डायाफ्राम के साथ इलास्टिक ट्रांसड्यूसर देखा फिर आप इसे कई डायाफ्राम के साथ जोड़ सकते हैं और फिर डायाफ्राम प्रतिक्रिया को एक विद्युत संवेदक से मापा जाता है फिर हमने प्रेशर कैप्सूल्स को भी देखा फिर मेटल बेलो डिफरेंशियल प्रेशर के लिए हमने इंडस्ट्रियल बेलो गेज और बोरडॉन ट्यूब्स को देखा विद्युत प्रेशर ट्रांसड्यूसर नवीनतम है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं बिजली के प्रेशर ट्रांसड्यूसर यांत्रिक आउटपुट को एक विद्युत संकेत में डायाफ्राम और बोरडॉन ट्यूब जैसे इलास्टिक तत्वों के साथ संयोजन में अनुवाद करते हैं इसलिए मूल रूप से जो हम चाहते थे वह मापा जाने वाला प्रेशर है वे इसे एक यांत्रिक साधन में मापते हैं और फिर इन यांत्रिक मूल्यों को विद्युत मूल्य में परिवर्तित किया जाता है ताकि इसे आगे की कार्रवाई के लिए संसाधित किया जा सके यांत्रिक डिस्प्लेसमेंट को पहले विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तित किया जाता है जिसे बाद में विद्युत संकेत में परिवर्तित किया जाता है अर्थात करंट या वोल्टेज में परिवर्तन यह ऐसा किया जाता है जिससे आप इसे मापने का प्रयास कर सकते हैं तो प्रेशर जिसे मापा जाना है यह एक मासुरंड है और यह वह है जो डिवाइस या ट्रांसड्यूसर है और यह आउटपुट है और यहां आप इस मैकेनिकल को प्रतिरोध में बदलाव या कैपेसिटेंस में बदलाव के साथ जोड़ सकते हैं ये सभी चीजें जो आप कर सकते हैं और अंत में जो कुछ भी हमें मिलता है वह एक वोल्टेज या करंट है इसका उपयोग आउटपुट के रूप में किया जाएगा जिसे आप संशोधित कर सकते हैं विद्युत प्रेशर ट्रांसड्यूसर को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है 1 रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर 2 पोटेंशियोमेट्रिक डिवाइस 3 इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर 4 कैपेसिटिव टाइप ट्रांसड्यूसर 5 पीज़ोइलेक्ट्रिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर ये कुछ बिजली के प्रेशर ट्रांसड्यूसर हैं जो आज बाजार में उपलब्ध हैं तो हम एक एक करके देखते हैं रजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर जिसका मूल सिद्धांत एक रजिस्टेंस टाइप प्रेशर ट्रांसड्यूसर पर काम करता है जिसमें तार की लंबाई में भिन्नता होती है इसमें विद्युत रेजिस्टेंस में परिवर्तन होता है तो तार की लंबाई में भिन्नता निश्चित फ्रेम और चलती आर्मेचर के बीच चार तनाव संवेदनशील तार जुड़े हुए हैं विद्युत इन्सुलेट पिंस का उपयोग करते हुए तारों को फ्रेम और एक चलती आर्मेचर पर स्थित किया जाता है प्रारंभिक तनाव के तहत जो तार लगाए जाते हैं वे पारंपरिक ब्रिज सर्किट के सक्रिय पैर बनाते हैं तो आइए हम एक समझ के लिए एक छोटे योजनाबद्ध चित्र को देखने प्रयास करें यह एक निश्चित फ्रेम है आपके पास एक इलास्टिक है इसे इलास्टिक डायाफ्राम कहा जाता है इसलिए जब हमप्रेशर लागू करते हैं तो यहां हम ऐसा कर सकते हैं तो आपके पास यह तय हो जाएगा और यह इस हिस्से के लिए तय हो गया है तो ये निश्चित भाग क्या हैं इन को विद्युत रूप से इंसुलेटेड पिन कहा जाता है तो यह एक और इसे क्या चल आर्मेचर कहा जाता है और फिर आप यहां प्रेशर लागू करते है तो आपके पास एक तनावपूर्ण संवेदनशील तार है जिसका उपयोग किया जाता है तो यह फिक्सिंग जो भी हम यहां करते हैं यह एक तनाव संवेदनशील तार द्वारा किया जाता है इसलिए जब प्रेशर लागू किया जाता है तो आर्मेचर चलता है जब आर्मेचर चलता है तो स्ट्रेन को पेश किया जा रहा है इस प्रकार जब स्ट्रेन को पेश किया जा रहा है तो हम विद्युत सिग्नल आउटपुट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं इसलिए हम कहते हैं कि मूल सिद्धांत है जिसमें से एक प्रतिरोध प्रकार का प्रेशर ट्रांसड्यूसर काम कर रहा है जिसमें तार की लंबाई में भिन्नता का कारण बनता है विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन स्ट्रेन सेंसिटिव वायर या स्ट्रेन गेज हैं तो ये विद्युत रूप से इंसुलेटिंग पिन हैं तारों को फ्रेम में स्थित किया जाता है अन्यथा यह एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ और फ़्रेम में स्थित और चलती आर्मेचर बन जाता है जो प्रारंभिक स्ट्रेन के तहत यह हिस्सा सक्रिय होता हैं पारंपरिक ब्रिज प्रकार के सर्किट के सक्रिय हिस्सा बनाते हैं तो इसके साथ हम प्रतिरोध प्रकार को मापने की कोशिश कर सकते हैं तो प्रेशर का अनुप्रयोग आर्मेचर के डिस्प्लेसमेंट का कारण बनता है जो बदले में दो तारों को बढ़ाता है तो अंत में मैंने यह कहा कि यह स्ट्रेन गेज का अनुमान है लेकिन यह व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत की ओर जाता है इसलिए चार होते हैं तो तारों में से दो बढ़ जाते हैं और अन्य दो तारों में तनाव कम कर देता है लागू प्रेशर बस तार की लंबाई को बदलता है जिसके कारण तार का प्रतिरोध ब्रिज में असंतुलन का कारण बनता है फिर ब्रिज की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए चार तारों का उपयोग किया जाता है तो यह एक प्रतिरोध प्रकार का ट्रांसड्यूसर काम करता है यदि आप इसे एक ब्लॉक चित्र में रखना चाहते हैं तो यह इस प्रेशर की तरह है हम कोई भी मैनोमीटर ले सकते हैं जिससे आप डिस्प्लेसमेंट निकलते है यह डिस्प्लेसमेंट बदले में एक विद्युत से जुड़ा जा सकता है इसलिए उदाहरण के लिए आप इसे एक पोटेंशियोमीटर के साथ रख सकते हैं और फिर आपको जो प्राप्त होता है वह वोल्टेज में होता है यह एक ब्लॉक चित्र है जिसे शायद आप पोटेंशियोमीटर प्रेशर ट्रांसड्यूसर के लिए पोटेंशियो आधारित ब्लॉक चित्र कह सकते हैं तो यह ब्लॉक चित्र इसलिए विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है तो अगला एक इंडक्टिव प्रकार का ट्रांसड्यूसर है जिसे अन्यथा एक रैखिक चर ट्रांसड्यूसर LVDT कहा जाता है तो यहाँ क्या होता है जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा था आपके पास दो चीजें हैं और आपके बीच में एक कोर है इसे कोर कहा जाता है और यहां आपको प्राथमिक वाइंडिंग होगी और आपके पास द्वितीयक वाइंडिंग होगी तो आप इसे प्राथमिक वाइंडिंग कह सकते हैं इसे और इसे द्वितीयक वाइंडिंग कहा जाता है और इसलिए यह द्वितीयक वाइंडिंग है जो 1 और 2 है और फिर हमारे पास एक आउटपुट है जो कि लिया जाता है इसलिए यहां से यह यहां तक आ सकता है और फिर प्लस 1 इसलिए यहां हमें जो मिलता है वह अंतर वोल्टेज है यह एक विशिष्ट LVDT है तो यह आपको केवल डिस्प्लेसमेंट देता है तो यह एक इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर एक इंडक्टिव टाइप प्रेशर ट्रांसड्यूसर है जो म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर काम करता है यह एक यांत्रिक डिस्प्लेसमेंट को विद्युत संकेत में बदल देता है LVDT में एक प्राथमिक और दो माध्यमिक घुमावदार कॉइल शामिल होते हैं जो एक सामान्य फ्रेम पर लगे होते हैं यह एक सामान्य फ्रेम है 3 कॉइल इंसुलेटिंग बोबिन पर सावधानीपूर्वक लिपटी होती हैं प्राथमिक कॉइल के दोनों ओर जो केंद्रीय रूप से रखा गया है दो माध्यमिक घुमाव सममित रूप से रखे गए हैं इसलिए यदि आप इससे आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं तो आपको डिफरेंशियल वोल्टेज मिलता है कॉइल के केंद्र में एक नॉन कॉन्टैक्टिंग मैग्नेटिक कोर चलता है जो इंसुलेटिंग बोबिन पर लगा होता है जो कोर बनाया गया है जिसमें निकेल आयरन मिश्र धातु का एक समान घना सिलेंडर है और सावधानीपूर्वक एनीलिंग की जाती है आउटपुट प्राप्त करने के लिए यह केंद्रीय रूप से द्वितीयक वाइंडिंग के बीच स्थित है जब कोर इस स्थिति में होता है तो द्वितीयक वाइंडिंग में इंड्यूस्ड वोल्टेज बराबर होता है और फेस से बाहर 180 डिग्री होता है जो शून्य बनाए रखने की कोशिश करता है इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इसमें एक अशक्त डिफलेक्शन हो सकता है या इसमें एक डिफ्लेक्शन ट्रांसड्यूसर हो सकता है तो यह डिफलेक्शन हो सकता है यहाँ यह लगभग है अशक्त डिफलेक्शन है जो हम अनुसरण करते हैं अगले एक पीजो प्रकार ट्रांसड्यूसर है आप के पास एक पीजो क्रिस्टल है जिसमें से आप आउटपुट लेते हैं तो यह आउटपुट वोल्टेज है और यह एक पीजो क्रिस्टल है तो यह एक डायाफ्राम से जुड़ा हुआ है इसलिए यह आपका डायाफ्राम है यदि आप संवेदनशीलता बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे नालीदार बना सकते हैं मैं इसे नालीदार बना सकता हूं जो बेहतर कठोरता देता है यह नालीदार है इसे एक सिस्टम के अंदर होना चाहिए तो हम जो करते हैं उसे एक सिस्टम के अंदर डालते हैं और उसे बंद करते हैं यह यहाँ है तो इस के माध्यम से हम प्रेशर लागू करेंगे यहाँ यह यंत्रवत् रूप से जुड़ा हुआ है यह एक पीजो क्रिस्टल है तो प्रेशर लागू किया जाता है नालीदार डायाफ्राम चलता है और यह गति मान होता है बदले में एक पीजो क्रिस्टल से जुड़ा होता है पीजो क्रिस्टल डिस्प्लेसमेंट को वोल्टेज में परिवर्तित करता है और फिर से वोल्टेज बहुत कम है यह बढ़ाया जाता है यह एक अलग सर्किट है तो पीजो क्रिस्टल प्रेशर ट्रांसड्यूसर एक सक्रिय प्रकार का प्रेशर ट्रांसड्यूसर है जो उस सिद्धांत पर काम करता है जब एक पीजो क्रिस्टल पर प्रेशर लागू किया जाता है एक विद्युत आवेश उत्पन्न होता है क्रिस्टलीय सामग्री का एक ब्लॉक पीजो क्रिस्टल में एक मूल तत्व बनाता है जो अक्ष के साथ लागू प्रेशर के कारण विद्युत क्षमता उत्पन्न करने की क्षमता रखता है इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसड्यूसर में एक नालीदार धातु डायाफ्राम होता है जिस पर प्रेशर लागू होता है तो इसे सीलिंग के साथ संलग्न करने के लिए एक यांत्रिक लिंक है और पीजो क्रिस्टल एक दिशा में अधिकतम पीजो प्रतिक्रिया और दूसरी दिशा में न्यूनतम प्रतिक्रिया का उत्पादन करने में सक्षम है इस प्रकार पीजो क्रिस्टल लागू प्रेशर को महसूस करता है और लागू प्रेशर के लिए आनुपातिक वोल्टेज उत्पन्न करता है यह वही है जो हमने यहां देखा था अगला प्रकार डेड वेट प्रेशर गेज है डेड वेट प्रेशर गेज या पिस्टन गेज स्थैतिक प्रेशर को मापने के लिए एक बहुत लोकप्रिय उपकरण है यह आर्किमिडीज सिद्धांत पर काम करता है तो हवा या एक तरल पदार्थ लागू वजन से विस्थापित हो जाता है और पिस्टन एक बायोनेट फोर्स का उत्सर्जन करता है जिससे गैस प्रेशर का संकेत देती है डेड वेट प्रेशर गेज में एक पिस्टन होता है जो एक प्रकार के सिरिंज जैसा कि आप इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं में बंद फिटेड सिलेंडर में डाला जाता है पिस्टन का वजन जो सटीक रूप से मशीनी होता है ज्ञात होता है तो अगर आप इसे देखते हैं तो यह इस तरह है यहाँ एक प्रेशर नापने का यंत्र है यहाँ एक कक्ष है जिसमें डेडवेट लगे हैं तो यह एक प्लंजर या डिस्प्लेसमेंट पंप है इसलिए यह वजन संतुलित है और हम गेज को मापने की कोशिश करते हैं यह आर्किमिडीज सिद्धांत पर काम करता है पिस्टन और सिलेंडर दोनों का क्रॉस सेक्शन क्षेत्र जाना जाता है एक चेक वाल्व के साथ डेडवेट परीक्षक कक्ष के नीचे प्रदान किया गया है पिस्टन को पहले हटा दिया जाता है और कक्ष और सिलेंडर को आगे की स्थिति में स्वच्छ तरल पदार्थ से भर दिया जाता है प्रेशर धीरे धीरे लागू किया जाता है जब तक कि पिस्टन और वजन संयोजन को उठाने के लिए पर्याप्त बल प्राप्त न हो जाए तो अगर आप इसे देखते हैं तो यह पिस्टन और वजन है इसलिए जब आप इसे धीमा करने की कोशिश करते हैं तो हम इसे एक वैल्यू पर सेट करते हैं इसलिए प्रेशर धीरे धीरे लागू किया जाता है जब तक कि पिस्टन और भार संयोजन को उठाने के लिए पर्याप्त बल प्राप्त नहीं हो जाता है जब पिस्टन सिलेंडर के भीतर स्वतंत्र रूप से गति कर रहा होता है तो सिस्टम प्रेशर के के साथ संतुलन में होता है इस प्रकार डेडवेट प्रेशर की गणना निम्न प्रकार से की जाती है यहां पिस्टन तथा वेट की संयुक्त रूप से लगाई गई फोर्स है जबकि पिस्टन और सिलेंडर का संयुक्त रुप से क्षेत्रफल है और डेडवेट प्रेशर है तो गेज का परीक्षण किया जाना चाहिए जिसे आप यहां पढ़ रहे हैं इसलिए यह एक चेक वाल्व है चेक वाल्व को तब तक समायोजित किया जाता है जब तक कि चेंबर प्रेशर पिस्टन हेड और प्लंजर या डिस्प्लेसमेंट पंप के बीच उचित संतुलन न हो धन्यवाद Gloassary English Word Word Meaning Pressure Measurement प्रेशर मेजरमेंट दबाव माप Manometer मैनोमीटर दबाव नापने का यंत्र Transducer ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर Gauge गेज नाप Vacuum वेक्यूम शून्य स्थान Fluid Flow Measurement फ्लूइड फ्लो मेजरमेंट द्रव प्रवाह माप Pipe पाइप पाइप Orifice ओरिफाईस ओरिफाईस Rotameter रॉटमीटर रॉटमीटर Turbine Meter टरबाइन मीटर टरबाइन मीटर Velocity Measurement वेलोसिटी मेजरमेंट वेग माप Media मीडिया मीडिया Gauge Pressure गेज प्रेशर गेज प्रेशर Total Pressure टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर Differential Pressure डिफरेंशियल प्रेशर डिफरेंशियल प्रेशर Absolute Pressure एब्सलूट प्रेशर एब्सलूट प्रेशर U Tube Manometer यू ट्यूब मैनोमीटर यू ट्यूब मैनोमीटर Cistern Manometer सिस्टर्न मैनोमीटर सिस्टर्न मैनोमीटर Inclination इंक्लिनेशन झुकाव Ring balance रिंग बैलेंस रिंग बैलेंस Ring Balance Diffraction Manometer रिंग बैलेंस डिफरेंशियल मैनोमीटर रिंग बैलेंस डिफरेंशियल मैनोमीटर Turning Moment टर्निंग मोमेंट टर्निंग मोमेंट Inverted bell इनवर्टेड बेल इनवर्टेड बेल Mechanical Displacement मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट यांत्रिक विस्थापन Bellows बिलोज बिलोज Electric Linkage System इलेक्ट्रिक लिंकेज सिस्टम इलेक्ट्रिक लिंकेज सिस्टम Elastic Transducer इलास्टिक ट्रांसड्यूसर इलास्टिक ट्रांसड्यूसर Mechanical Linkage System मैकेनिकल लिंकेज सिस्टम मैकेनिकल लिंकेज सिस्टम Bellow Gauge बेलो गेज बेलो गेज Bourden tube बोरडॉन ट्यूब बोरडॉन ट्यूब Resistance type transducer रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर प्रतिरोध प्रकार ट्रांसड्यूसर Potentiometric device पोटेंशियोमेट्रिक डिवाइस पोटेंशियोमेट्रिक डिवाइस Inductive type transducer इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर Capacitive type transducer कैपेसिटिव टाइप ट्रांसड्यूसर कैपेसिटिव टाइप ट्रांसड्यूसर Piezeoelectric pressure transducer पीज़ोइलेक्ट्रिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर पीज़ोइलेक्ट्रिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर Armature आर्मेचर आर्मेचर Potentiometer पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर Inductive इंडक्टिव इंडक्टिव Mutual Induction म्यूचुअल इंडक्शन पारस्परिक प्रेरण Insulating Bobbin इंसुलेटिंग बोबिन इंसुलेटिंग बोबिन Non contacting magnetic core नॉन कॉन्टैक्टिंग मैग्नेटिक कोर नॉन कॉन्टैक्टिंग मैग्नेटिक कोर Dead Weight Pressure Gauge डेड वेट प्रेशर गेज डेड वेट प्रेशर गेज